तो हम चर्चा जारी रखें इसलिए इस दूसरे व्याख्यान के मॉड्यूल में हम विभिन्न डिजाइन रेप्रेसेंटेशन्स के बारे में बात करेंगे तो इस व्याख्यान का विषय डिजाइन रेप्रेसेंटेशन्स है तो वास्तव में हम यहां जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह है कि हमारे पास एक डिज़ाइन है यह डिज़ाइन किसी भी स्तर पर हो सकता है यह बहुत उच्च स्तर के डिज़ाइन पर हो सकता है यह एक मध्यवर्ती स्तर का डिज़ाइन हो सकता है यह एक बहुत ही निम्न स्तर का डिजाइन हो सकता है लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वह यह है कि किसी भी स्तर पर डिजाइन को 3 संभावित कोणों से देखा या देखा जा सकता है तो हम कहते हैं कि ये 3 कोण व्यवहारिक संरचनात्मक और भौतिक हैं व्यवहारिक का मतलब है कि डिजाइन को क्या करना है संरचनात्मक यह है कि इसे सर्किटरी या नेट सूची के संदर्भ में कैसे लागू किया जाता है और भौतिक वास्तविक कार्यान्वयन है कि क्या चिप के रूप में या एक मॉड्यूल के रूप में या एक सेल के रूप में लागू किया सकता है और 3 कोणों के कारण यह प्रस्तावित किया गया था कि यह तथाकथित वाई आरेख द्वारा दर्शाया जा सकता है तो हम देखते हैं कि यह Y diagram कैसा दिखता है और यह इस 3 अलग अलग कोणों से डिजाइन के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है यह है कि वाई आरेख कैसा दिखता है जहां आप देख सकते हैं कि वाई के 3 भुजाएं विजुलाइजेशन बिहेवरियल स्ट्रक्चरल फिजिकल के 3 कोणों से मेल खाती हैं इसलिए जब आप बिहेवरियल के बारे में बात करते हैं तो हम मूल रूप से इस बारे में बात करते हैं कि सर्किट को कैसे व्यवहार करेगा हम इस पर विस्तार से नहीं जा रहे हैं कि आप इसे कैसे लागू कर रहे हैं या हम इसे कैसे डिजाइन कर रहे हैं इसलिए व्यवहार का प्रतिनिधित्व करने के कुछ विशिष्ट तरीके जैसे PHDL जैसी उच्च स्तरीय विवरण भाषाओं हैं विभिन्न रूप में विनिर्देश उदाहरण के लिए बूलियन समीकरण विनिर्देशों सत्य तालिकाओं finite state machines हो सकते हैं ये व्यवहार को निर्दिष्ट करने के तरीके हैं स्ट्रक्चरल डोमेन का मतलब कि रजिस्टरों एडर गेट्स और इतने पर नेट सूची के अंतर कनेक्शन शायद उच्च स्तर के मॉड्यूल प्रोसेसर मेमोरी और भौतिक डोमेन में हम चिप्स या बोर्ड बुनियादी सेल ट्रांजिस्टर की बात बात कर रहे हैं तो किसी भी डिजाइन को 3 कोणों में से किसी एक से देखा जा सकता है आइए हम इन 2 आरेखों को देखें क्योंकि ये 2 आरेख वास्तव में दिखाते हैं कि हम वाई आरेख की व्याख्या कैसे कर सकते हैं बाईं ओर इस पहले आरेख को देखें यहां आप देख सकते हैं कि हमने इन काल्पनिक हलकों को खींचा है ये संकेंद्रित सर्किट हैं जो वाई के 3 भुजाएं में से प्रत्येक प्रत्येक को एक साथ एक बिंदु पर छू रहे हैं उदाहरण के लिए आप व्यवहार स्तर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक नोड है जिसे सिस्टम कहा जाता है इस संरचनात्मक स्तर के बराबर नोड सीपीयू मेमोरी कहते हैं और ज्यामितीय स्तर पर चिप्स या भौतिक विभाजन कहते हैं तो यह क्या दर्शाता है मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसे मैं डिजाइन करना चाहता हूं यह कंप्यूटर मेरे व्यवहार संबंधी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर सकता है इसलिए मैं निर्दिष्ट करता हूं कि कंप्यूटर को कैसे व्यवहार करना चाहिए अब एक अन्य दृष्टिकोण से इस कंप्यूटर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट - सीपीयू के रूप में देखा जा सकता है इसमें एक या अधिक मेमोरी मॉड्यूल शामिल हो सकते हैं और I O मॉड्यूल I O प्रोसेसर हो सकता है इसलिए दृष्टिकोण से एक ही कंप्यूटर को सीपीयू मेमोरी और I O जैसे बहुत ही उच्च स्तर के कार्यात्मक ब्लॉकों के एक दूसरे के परस्पर संबंध के रूप में देखा जा सकता है यह आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण हो सकता है लेकिन यह वही डिजाइन जब यह भौतिक दृश्य के लिए नीचे आता है तो प्रोसेसर एक चिप का प्रतिनिधित्व कर सकता ह और मेमोरी चिप का प्रतिनिधित्व कर सकती है और दूसरी चिप दूसरी मेमोरी का प्रतिनिधित्व कर सकती है या दूसरी चिप I O का प्रतिनिधित्व कर सकती है इसलिए आपके बीच कुछ प्रकार के अंतर कनेक्शन होंगे कुछ इस तरह तो यह आपका भौतिक होगा मेरे कहने का मतलब है कि अब्स्ट्रक्शन के समान स्तर पर डिजाइन को 3 अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है एक व्यवहार के रूप में दूसरा नेट सूची के रूप में और दूसरा कुछ घटकों के रूप में जो वास्तव में निर्मित होते हैं और सिस्टम को इस मामले में चिप्स की तरह जोड़कर कार्यान्वित किया जाता है इसी तरह आपके पास उदाहरण के लिए कुछ अन्य उदाहरण या अन्य स्तर हो सकते हैं अगर मैं आपको कुछ बूलियन समीकरण कहूँ तो f a b c यह व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है अब मैं कुछ फाटकों के संदर्भ में इसका प्रतिनिधित्व कर सकता हूं जो structural behavior होगा और इसके द्वार अंतत NAND या NOR या किसी प्रकार की CMOS Cell का उपयोग करके लागू किया जा सकता है जो कि फिजिकल रिप्रजेंटेशन होगा इसलिए हमारे पास यह हो सकता है इसलिए हमारे पास यह किसी भी लेबल ऑफ अब्स्ट्रक्शन से दृष्टिकोण होगा तो इस आरेख में यदि आप इसमें वापस आते हैं इसलिए जब आप इस केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो आप अधिक से अधिक विस्तार में जाते हैं उदाहरण के लिए यहाँ आप लॉजिक के बारे में बात करते हैं और संरचनात्मक रूप से आप ALU और रजिस्टर के बारे में बात करते हैं और यहाँ आप मैक्रोज़ और फ़्लोर प्लान के बारे में बात करते हैं यदि आप नीचे जाते हैं तो आप ट्रांसफर फ़ंक्शंस गेट्स और फ्लिप फ्लॉप सेल और मॉड्यूल प्लान के बारे में बात करते हैं इसलिए जैसे ही आप केंद्र की ओर बढ़ते हैं आप डिजाइन को परिष्कृ करते हैं और इसे अधिक से अधिक विस्तृत बनाते हैं यह वाई आरेख की व्याख्या करने का एक तरीका है अब इस वाई आरेख को दाहिने डायग्राम के तरह थोड़ा अलग तरीके से व्यक्त या व्याख्या भी कर सकते है यहाँ देखें कि यहाँ भुजा व्यवहार को दर्शाता है यह संरचनात्मक है और यह भौतिक या ज्यामितीय डोमेन है अब आप देखते हैं कि सर्कल के बजाय हमने एक प्रकार का हेलिक्स तैयार किया है जो यहाँ से शुरू होता है और यह केंद्र की ओर बढ़ता है यह वास्तव में एक टॉप डाउन डिजाइन का प्रतिनिधित्व करता है कैसे यह कहता है कि एक व्यवहार के साथ शुरू करने के लिए हमें एक एल्गोरिथ्म कहना चाहिए यह एल्गोरिथ्म विनिर्देश आपको पहले एक सिंथेटिक डिज़ाइन में संश्लेषण या विघटित करता है जिसमें कुछ अंतर कनेक्शन होते हैं जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रोसेसर सीपीयू मेमोरी I O आदि अब ये नेट लिस्ट भौतिक डोमेन में बदल जाएगी जहां आप किसी प्रकार का चिप लेवेल फ्लोर प्लान कर सकते हैं जैसे कि आप तय करते हैं कि आपकी चिप पर आप अपने प्रोसेसर को यहां रख सकते हैं पहली मेमोरी यहां दूसरी मेमोरी यहां I O चिप्स यहां तो आप सिलिकॉन पर एक अस्थायी मंजिल की योजना बनाते हैं आप यहां विभिन्न उच्च स्तरीय मॉड्यूल कैसे रखेंगे अब यहाँ से फिर से आप इस भाग का अनुसरण करते हैं यह कहता है कि फ़ायनाइट स्टेट मशीन न केवल फ़ायनाइट स्टेट मशीन हैं यह कुछ प्रकार के लॉजिक स्पेसिफिकेशन्स भी हो सकते हैं इसलिए इस प्रत्येक ब्लॉक में से आप फिर से व्यवहार डोमेन पर जाते हैं और आप यह निर्दिष्ट करने का प्रयास करते हैं कि यह ब्लॉक वास्तव में क्या प्रदर्शन करने की कोशिश करता है सीपीयू की कार्यक्षमता क्या है मेमोरी की कार्यक्षमता क्या है वगैरह और इनमें से प्रत्येक फिर से इस सिंथेसिस के इस हिस्से को ट्रेस कर रहे हैं आप इन्हें प्रोसेसर ALU रजिस्टर रेसिस्टर्स आदि में ट्रांसलेट करगे रजिस्टर ALU मल्टीप्लायर से यहाँ फिर से आप प्लेसमेंट को परिष्कृत करने वाले मॉड्यूल के स्थान पर जाएंगे फिर से आप मॉड्यूल के विवरण पर जाते हैं फिर आप Gates और Cells का वर्णन करने के लिए जाते हैं जैसा कि बाद में बात करेंगे एक बार फिर से इस Cells को कैसे रखा जाए फिर से निचले स्तर पर में ट्रांजिस्टर को लेआउट मास्क तक तो आप यह देखते हैं कि अगर आप इस प्रकार के हेलिक्स दृष्टिकोण का अनुसरण बाहरी चक्र से आंतरिक में करते हैं तो आप वास्तव में सटीक प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं जो आमतौर पर हम डिजाइन के दौरान अनुसरण करते हैं जब हम तथाकथित टॉप डाउन डिजाइन दृष्टिकोण से गुजरते हैं उच्च स्तर से हम धीरे धीरे अपने डिजाइन को परिष्कृत करते हैं और हम अधिक से अधिक विस्तृत डिजाइन करते हैं तो हम अब्स्ट्रक्शन के विभिन्न स्तरों को देखें और देखें कि यह क्या दर्शाता है व्यवहारिक प्रतिनिधित्व जैसा कि मैंने कहा कि यह निर्दिष्ट करता है कि डिज़ाइन को कैसे व्यवहार करना चाहिए यह निर्दिष्ट किए बिना इनपुट के दिए गए सेट पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए या यह बताए बिना कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है सिर्फ यह बताने के लिए कि मैं यह चाहता हूं कि अगर इसमें a इनपुट लागू करूं तो मुझे इसका एक आउटपुट मिलना चाहिए यह मेरा व्यवहार है अब यह व्यवहार निर्भर करता है किस स्तर पर इसे निर्दिष्ट करते हैं यह विभिन्न तरीकों से निर्दिष्ट किया जा सकता है इनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया गया है निश्चित रूप से बूलियन समीकरण पूरे नहीं हैं आपके पास कुछ प्रकार की सत्य तालिका हो सकती है आपके पास सीक्वेंशियल सर्किट सीक्वेंशियल फंक्शन के लिए एक फ़ायनाइट स्टेट मशीन भी हो सकती है आपके पास C या Java या C जैसी मानक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए विवरण के साथ कुछ एल्गोरिदम हो सकती हैं या आप इस एल्गोरिदम को Verilog या VHDL जैसी हार्डवेयर विवरण भाषाओं में भी व्यक्त कर सकते हैं तो व्यवहार को इसमें से किसी एक में निर्दिष्ट किया जा सकता है लेकिन आप नोटिस करते हैं कि व्यवहार विनिर्देश में आप वास्तव में निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं आप बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है मुझे क्या चाहिए लेकिन वास्तव में यह कैसे महसूस करें कि हम नहीं बता रहे हैं या इसे बंद कर रहे हैं अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास एक n bit adder है जिसे हम n 1 bit adders को कैस्केडिंग cascadeingकरके परिवर्तित कर रहे हैं चलो पहले देखते है मान लीजिए कि हमारे पास एक फुल एडर है तो एक फुल एडर कैसे काम करता है फुल एडर में 3 इनपुट हैं 2 इनपुट A और B 2 bits और C में एक कैरी हो सकता है और आउटपुट कुछ और कैरी हैं मान लीजिए अगर मैं एक 4 बिट एडर को डिजाइन करना चाहता हूं जो तथाकथित रिपल कैरी एडर है मैं क्या करूं मैं ऐसे 4 फुल एडर का उपयोग करता हूं और मैं उन्हें एक श्रृंखला में कैस्केड करता हूं जैसे कि यह मेरी significant bit है यह मेरा most significant bit है और ये 4 फुल एडर हैं तो मैं क्या करूं मैं अपने least significant bits A0 और B0 यहाँ A1 और B1 यहाँ A2 और B2 यहाँ A3 और B3 को जोड़ता हूँ तो आप सम को यहां से प्राप्त करते हैं और लैस सिग्निफिकेंट सम फिरS1 S2 फिर S3 अब कैरी आउट है इस CY0 से कैरी आउट अगले चरण में कैरी इन होता है इसी तरह CY1 C2 में जाता है CY2 C3 में जाता है और अंत में CY3 जो कि बाहर आता है यह हमारा अंतिम एडिशन का कैरी आउट होगा तो यह है कि एक 4 बिट फुल एडर कैसे काम करता है इसे रिपल कैरी एडियर कहा जाता है क्योंकि कैरी विभिन्न चरणों के माध्यम से रिपल होता है इससे पहले कि वह बाहर आए है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह बिहेवियर था और यह एक संरचनात्मक स्तर का वर्णन है जहां मैंने बुनियादी भवन ब्लॉक में फुल एडर का उपयोग किया था और मैंने उन्हें अंतर कनेक्ट किया है ठीक है यह केवल उदाहरण के रूप में मैं इस स्लाइड पर यह भी दिखाऊंगा तो यहाँ 2 विवरण जो मैंने यहां दिखाए हैं ये एक फुल एडर के कार्यात्मक विवरण हैं इसलिए फुल एडर योग को इस बूलियन समीकरण A XOR B XOR C के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और कैरी को AB OR AC OR BC के रूप में परिभाषित किया जाता है ये एक व्यवहारिक फैशन में योग और कैरी के लिए एक्सप्रेशंस हैं अब आप देखते हैं कि यह हार्डवेयर विवरण भाषा का उपयोग करके सर्किट मॉड्यूल के विनिर्देश का पहला रूप है यह verilog है यह है की एक verilog प्रोग्राम कैसा दिखता है जैसा कि मैंने कहा कि कैरी फंक्शन AB OR AC OR BC है तो आप देखते हैं कि मैंने कैरी के लिए एक मॉड्यूल कैसे लिखा है आप देखते हैं कि यह सिंटेक्स C के समान है एक फ़ंक्शन जैसा मैं परिभाषित करता हूं मैं एक कीवर्ड मॉड्यूल के साथ शुरू करता हूं फिर मॉड्यूल का नाम फिर पैरामीटर फुल एडर में 2 कैरी आउट आउटपुट होंगे यह फुल एडर नहीं है केवल कैरी भाग हैं आउटपुट कैरी होगा और इनपुट ab और c तो मैं इनपुट वेरिएबल्स घोषित करता हूं मैं आउटपुट वेरिएबल्स भी घोषित करता हूं फिर मैं यह बताता हूं कि यह AND है और यह OR a AND b OR b AND c OR c AND d है अब आपको यह कहना होगा कि मैंने AND और OR का उल्लेख किया है इसलिए यह उतना ही अच्छा है जितना संरचनात्मक मैंने Gates का उल्लेख किया है मैं इसे व्यवहार विवरण क्यों हूं कारण यह है कि अगर मैं इसे इस तरह निर्दिष्ट करता हूं तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह आखिर कैसे लागू किया जाएगा इसे या तो 3 AND गेट के रूप में लागू किया जा सकता है या उसके बाद 3 प्रोडक्ट टर्म OR के साथ लागू किया जा सकता है या इसे अकेले NAND गेट्स का उपयोग करके लागू किया जा सकता है दोनों समान हैं ये दोनों डिजाइन समान हैं इसलिए मुझे वास्तव में यह नहीं पता है कि जब हम अंत में होते हैं तो फाटकों में डिजाइन में संश्लेषण होता है चाहे आप इस पर पहुंचे या आप इस पर पहुंचे यह आपके सीएडी उपकरण पर निर्भर करता है यह वास्तव में आपके विनिर्देशन को अंतिम गेट स्तर के नेट में कैसे अनुवाद करेगा तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह एक व्यवहार स्तर का विवरण है संरचना स्तर नहीं है क्योंकि मैंने सटीक गेट के प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है मैंने बूलियन समीकरण ab OR bc OR ca का उल्लेख किया है इसी तरह यह व्यवहार को निर्दिष्ट करने का एक और तरीका है यहां मैं सत्य तालिका निर्दिष्ट कर सकता हूं इसलिए यहां मैं कैरी इनपुट और आउटपुट के लिए समान विनिर्देश निर्दिष्ट करता हूं और कन्वेंशन यह है कि इनपुट पहले और फिर आउटपुट आएंगे तो वहाँ टेबल और एन टेबल निर्माण है मैं इनपुट देता हूं फिर कोलोन अपेक्षित आउटपुट मिलता है यदि कुछ इनपुट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो मैं एक प्रश्न चिह्न लगा सकता हूं जैसे अगर a और b 1 और 1 हैं तो c के बावजूद कैरी 1 होगा इसी तरह अगर b और c को 0 और 0 के रूप में माना जाता है तो कैरी 0 होगा इसलिए यहां मेरी सत्य तालिका को इस प्रकार छोटामैं कर सकता हूं सही तो यह भी व्यावहारिक रूप से कैरी प्रदर्शित करने का तरीका है ठीक है अब हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की ओर बढ़ते हैं इसलिए स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य रूप से आपको बताता है कि कुछ मॉड्यूल और घटक आपस में कैसे जुड़े हुए हैं आप कुछ इंटरकनेक्शन निर्दिष्ट करते हैं जैसे मैंने ये 2 सर्किट दिखाए हैं ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्श के उदाहरण हैं यहां मैंने दिखाया है कि 3 AND गेट हैं और 1 OR गेट वे परस्पर जुड़े होते हैं साथ में यहाँ मैंने 4 NAND गेट्स को आपस में जोड़ा है ये स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्श के उदाहरण हैं अब ऐसा स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्श जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी नहीं है लेकिन मॉड्यूल या घटकों की एक सूची है और वे कैसे परस्पर जुड़े हुए हैं इसे कभी कभी नेटलिस्ट भी कहा जाता है अब एक नेटलिस्ट को विभिन्न स्तरों जैसे गेट स्तर ट्रांजिस्टर स्तर उच्च स्तर और इतने पर निर्दिष्ट किया जा सकता है इसलिए हम एक उदाहरण लेंगे इसलिए इस स्ट्रक्चरल लेबल पर जैसा कि मैंने कहा कि अब्स्ट्रक्शन के विभिन्न स्तर हो सकते हैं जैसे कि आपके पास बहुत उच्च स्तर का मॉड्यूल हो सकता है जैसे कि अगर आप अभी इस उदाहरण पर वापस आते हैं जो मैंने पहले दिखाया था यहाँ मेरे पास 4 फुल एडर थे और वे आपस में जुड़े हुए है तो यह फुल एडर का एक नेटलिस्ट है यह कार्यात्मक या मॉड्यूल स्तर पर है जहां मेरा फुल एडर मॉड्यूल है तो मेरे पास गेट स्तर हो सकता है इसलिए गेट स्तर पर मेरे पास गेट्स का एक सेट और इंटरकनेक्शन है जैसा कि मैंने यहां आरेखों में दिखाया है गेट स्तर इसी तरह मेरे पास स्विच स्तर हो सकता है स्विच स्तर का मतलब ट्रांजिस्टर स्तर है इसलिए प्रत्येकगेट को एक ट्रांजिस्टर में परिवर्तित किया जा सकता है और सर्किट स्तर का अर्थ है कि यह शोधन का एक और स्तर है जहां आपके पास न केवल ट्रांजिस्टर हैं बल्कि कुछ आप परजीवी तत्व जैसे कैपेसिटर रजिस्टर भी हैं तो आपके पास एक सर्किट होता है जिसमें ट्रांजिस्टर रजिस्टर कैपेसिटर होते हैं जिन्हें आमतौर पर सर्किट लेबल का डिजाइन कहा जाता है अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप सर्किट स्तर से मॉड्यूल स्तर की ओर बढ़ते हैं तो अधिक विवरणों पर पता चलता है जैसे ही आप नीचे जाते हैं हम अधिक से अधिक विस्तृत कार्यक्षमता प्राप्त करते हैं और स्पष्ट रूप से डिजाइन या व्यवहार का अधिक सटीक प्रदर्शन करते हैं तो हम एक बार फिर 4 बिट एडर में वापस आते हैं तो यह पदानुक्रमित विवरण है कि हमने इस स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन को कैसे बनाया है 4 बिट एडर इसे 4 जोड़ने के लिए कहते हैं 4 बिट एडर जो हमने 4 फुल एडर का उपयोग करके बनाया था ये 4 फुल एडर हैं और फुल एडर में से प्रत्येक को एक कैरी मॉड्यूल और एक योग मॉड्यूल द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है दूसरा फुल एडर भी एक कैरी मॉड्यूल और एक योग मॉड्यूल द्वारा लागू किया जा सकता है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैरी मॉड्यूल को इस तरह के 3 AND गेटों और ORके द्वारा बनाए जा सकता है इसी तरह इस सम को A XOR B XOR C द्वारा बनाए जा सकता है तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस तरह के 4 बिट एडर के संरचनात्मक विवरण का निर्माण वेरिलॉग डिस्क्रिप्श लैंग्वेज के उपयोग से कर सकते हैं हम इसे देखते हैं यह 4 बिट एडर का शीर्ष स्तर विवरण है तो आप देखते हैं उच्चतम स्तर पर आपका एडर क्या दर्शाता है आपकी एडर में सम कैरी कैरी इन कैरी आउट और 2 इनपुट X और Y होगा आपके सम इनपुट X और Y सभी 4 बिट संख्याएं हैं जिन्हें आप array notation 3 0 संदर्भ में यहां दर्शाते हैं 3 कोलोन का अर्थ है एक्स और वाई 2 एरे हैं जिनके सूचकांक मान 0 से 3 तक जा सकते हैं इसी तरह S भी एक array है लेकिन इनपुट कैरी cy in और आउटपुट cy4 एकल बिट हैं और मध्यवर्ती कनेक्शन जैसे कि यदि आप इस फुल एडर को फिर से देखते हैं तो फुल एडर के बीच 3 मध्यवर्ती कनेक्शन थे तो यह फुल एडर मध्यवर्ती कनेक्शन हम कुछ तारों को परिभाषित कर सकते हैं और हम तुरंत जोड़ते हैं फुल एडर जोड़ की 4 प्रतियां फुल एडर का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका विवरण यहां है जैसा कि आप देख सकते हैं यह फुल एडर है जहां आपने इनपुट के रूप में a b और cy in और आउटपुट के रूप में सम और कैरी आउट मिलता है आपके पास एक सम मॉड्यूल है आपके पास एक कैरी मॉड्यूल है इस सम के मॉड्यूल में हमारे पाससम आउटपुट के रूप में ये इनपुट हैं कैरी में मॉड्यूल cy out आउटपुट और a b cy in इनपुट है तो आप झटपट करते हैं या हम 4 ऐसे मॉड्यूल जोड़ते हैं और आप बस देखते हैं वैरिएबल नाम देने से आप इस तरह के इंटर कलेक्शन प्रदान करते हैं इस B3 cy out 2 का आपका आउटपुट B2 के इस cy out 2 का इनपुट होगा इसी तरह यह यहां से जुड़ा होगा यह यहां से जुड़ा होगा इसलिए आप कलेक्शन को उचित रूप से नाम देकर निर्दिष्ट कर सकते हैं इसलिए जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और यह आरेख एक बार फिर से एक चरण का आउटपुट दूसरे के इनपुट के रूप में आ रहा है एक चरण का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर आ रहा है तो इस तरह से यहां आप वेरिएबल नामों को उचित रूप से निर्दिष्ट कर सकते हैं ताकि इस इंटरकनेक्शन को निर्दिष्ट किया जा सके अब आप देखेंगे कि यह अभी भी पूर्ण विवरण नहीं है क्योंकि हमने सम और कैरी को परिभाषित नहीं किया है हमने ऐड को परिभाषित किया है हमने 4 बिट एडर बनाने के लिए 4 बार ऐड का उपयोग किया है अब ये ऐड और कैरी हैं आप यहाँ देखते हैं कि हमने सम गेट्स के संदर्भ में कैरी को परिभाषित किया है हमने लॉजिक एक्सप्रेशन ab OR bc OR ca का उपयोग नहीं किया है हमने कहा है कि 3 AND गेट हैं और एक OR गेट हैं कन्वेंशन है और t1 a b का मतलब है कि a b इनपुट हैं t1 आउटपुट है दूसरा a c इनपुट हैं t2 आउटपुट है यहां b c इनपुट t 3 आउटपुट और अंतिम OR गेट मैं टी 1 टी 2 टी 3 इनपुट हैं और cy out आउटपुट है इसलिए यह एक शुद्ध संरचनात्मक विवरण है क्योंकि हम उपयोग किए जाने वाले सटीक गेट को निर्दिष्ट कर रहे हैं और वे गेट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं इसी प्रकार यह योग जहां 2 exclusive OR गेट्स पहले एक आउटपुट t उत्पन्न करता है दूसरा एक t और c का XOR सम उत्पन्न करता है तो आप देख सकते हैं कि ये उदाहरण वास्तव में आपको दिखाते हैं कि हम गेट स्तर तक फुल एडेर का संरचनात्मक विवरण कैसे बना सकते हैं व्यवहार से गेट स्तर तक 4 बिट एडेर विवरण आपके पास एक शुद्ध गेट स्तर संरचनात्मक विवरण हो सकता है अब निम्नतम स्तर पर जारी रहने पर आप भौतिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं इसलिए यहां भौतिक विनिर्देश पर जैसा कि मैंने कहा कि लेआउट को कुछ आयतों के संग्रह के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए निम्नतम स्तर पर जैसा कि मैंने उस उदाहरण में दिखाया था कि पहले आयतें विभिन्न परतों में हो सकती हैं यह एक धातु की परत में हो सकता है एल्यूमीनियम में यह प्रसार परत पॉलीसिलिकॉन परत हो सकता है विभिन्न विभिन्न निर्माण परतें हैं तो आपको इस परत के सटीक ज्यामिति को निर्दिष्ट करना होगा और यह किस परत में है इसमें आपका भौतिक विवरण शामिल होगा जिसमें से आप फैब्रिकेशन मास्क बना सकते हैं और आप उन मास्क का उपयोग करके अपनी चिप को बनाने के लिए फैब पर जा सकते हैं इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि भौतिक लेआउट आयतों या बहुभुजों के संग्रह के अलावा और कुछ नहीं है जहां यह पूर्ण विवरण नहीं है यह प्रतिनिधित्व है यह केवल एक आंशिक विवरण है जो मैंने दिखाया है बस आपको यह बताने के लिए कि भौतिक प्रतिनिधित्व के लिए verilog विवरण कैसा है कैसा दिख सकता है आप यहां देख सकते हैं कि आप पोर्ट नामक कुछ लाइन को निर्दिष्ट कर सकते हैं जो एक सिग्नल x0 को ले जा रहा है जो एल्यूमीनियम की परत पर है जिसकी चौड़ाई 1 है जिसका origin इस कोआर्डिनेट पर है तो इस तरह से आपके पास पोर्ट बक्से लाइनों हैं जहां आप वास्तव में निर्दिष्ट कर सकते हैं कि यह किस परत पर चल रहा है यह किंन कोआर्डिनेट से शुरू कर रहा है और इसका आकार क्या है तो इस तरह आप अंतिम लेआउट को उत्पन्न कर सकते हैं यह चिप को गढ़ने के लिए अंतिम रूप से उपयोग किया जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक अच्छा विचार मिला है अब इसमें मेरा मतलब है कि अंतिम आरेख डिजाइन डिजिटल आईसी डिजाइन प्रवाह चलो जल्दी से देखते हैं प्रोसेसिंग डिज़ाइन एंट्री लॉजिक सिंथेसिस पार्टिशनिंग फ्लोर प्लानिंग प्लेसमेंट रूटिंग इन पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे आप देखते हैं कि इस पूरी डिजाइन प्रक्रिया को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है पहले कुछ चरणों को फ्रंट एंड सीएडी या लॉजिकल डिज़ाइन कहा जाता है अगले कुछ चरणों को भौतिक डिज़ाइन या बैक एंड CAD कहा जाता है अब इस पाठ्यक्रम के भाग के रूप में हम भौतिक डिजाइन पहलुओं के बारे में अधिक चिंतित हैं इसलिए हम यह मानकर चलेंगे कि हमारे पास पहले से ही एक सर्किट नेट सूची उपलब्ध है और वहां से हम floor planning प्लेसमेंट राउटिंग और अन्य विश्लेषण चरणों के इस चरणों को पूरा करेंगे और निश्चित रूप से हर कदम पर आपको simulation करने की आवश्यकता है यह हम बाद में चर्चा करेंगे तो हम बनाए जाने से पहले सिमुलेशन कर सकते हैं या जब आपका लेआउट हो जाता है तब आप इस सर्किट को भी निकाल सकते हैं और आप पोस्ट लेआउट सिमुलेशन नामक कुछ कर सकते हैं जो निश्चित रूप से अधिक सटीक होगा तो मोटे तौर पर यह है कि चीजें कैसे काम करती हैं इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से हम इस दूसरे व्याख्यान के अंत में आते हैं इसलिए हम अगले कुछ व्याख्यानों में भी चर्चा जारी रखेंगे